तो पिछले कक्षा में हमने अनबैलेंस अनसिमिट्रिकल फॉल्ट के विश्लेषण को पढ़ा था तो पावर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के फॉल्ट होते रहते हैं उनमें से एक संट प्रकार का तथा दूसरा सीरीज प्रकार का होता है तो संट फॉल्ट तीन प्रकार के होते हैं जिसमें पहला सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है जिसे हम L G फॉल्ट भी बोलते हैं तथा दूसरा लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है जिसे हम L L फॉल्ट कहते हैं और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जिसे L L G फॉल्ट कहते हैं यह सभी फॉल्ट पावर सिस्टम में काफी कॉमन होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यहां लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो अन्य दो फेज में लाइन टू लाइन फॉल्ट होंगे ऐसा होने की संभावना काफी दुर्लभ है लेकिन यह तीन काफी कॉमन है तथा टूटे हुए कंडक्टर यानी खुले हुए कंडक्टर सीरीज प्रकार के फॉल्ट का उदाहरण है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कंडक्टर टूट गए या दो कंडक्टर टूट गए यदि इनकी होने की संभावना काफी कम है लेकिन फिर भी हम इनका विश्लेषण करेंगे तो हमने सिमिट्रिकल कंपोनेंट और पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है और उन में फॉल्ट के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीरो सीक्वेंस नेटवर्क था तो सबसे पहले हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का अध्ययन करेंगे जिसको आप L G फॉल्ट भी कहते हैं तो उदाहरण के लिए मान लीजिए यह चित्र 1 है और फेज a में सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है इस प्रकार फेज b और c में धारा Ib Ic 0 होगी और यह बाउंड्री कंडीशन है इस चित्र में यह थ्री फेज जनरेटर को दिखा रहा है जिसके न्यूट्रल को इंपीडेंस Zn के माध्यम से ग्राउंड किया गया है और हम यह मान रहे हैं कि फेज a में इंपीडेंस Zf के माध्यम से फॉल्ट हुई है इसका मतलब Va वास्तव में Ia Zf के बराबर है और फिर यह फेज b और c में धारा Ib 0 Ic 0 क्योंकि फॉल्ट यहां हुई है तो इस स्थिति में मान लीजिए कि जनरेटर नो लोड में है तथा फॉल्ट वाली स्थान का बाउंड्री कंडीशन यह है कि Ib 0 और Ic 0 है क्योंकि फॉल्ट फेज a में हुआ है और Va Zf Ia है तथा यह Ia फॉल्ट धारा है तो हम अपने सिमिट्रिकल कंपोनेंट विश्लेषण से फॉल्ट धारा के सिमिट्रिकल कंपोनेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं Ia1 Ia2 Ia0 131 2 1 2 1 1 1 Ia Ib0 Ic0 इस प्रकार Ia1 Ia2 Ia0 13 Ia इस तरह Ia1 Ia2 Ia0 आपस में बराबर है यानी 13 Ia Ib 0 समीकरण 1 है Ic 0 समीकरण 2 है और Va Zf Ia समीकरण 3 है और अगर आप Va का विस्तार करते हैं तो यह वास्तव में Va बराबर Va1 Va2 Va0 है तो Va Zf Ia है और Ia 3 Ia1 है क्योंकि यहां Ia1 Ia2 Ia0 13 Ia है इसलिए Ia 3 Ia1 और यहां हम 3 Zf Ia1 रख रहे हैं ब्रैकेट में मैंने Ia 3 Ia1लिखा है इस प्रकार समीकरण 4 के अनुसार Ia1 Ia2 Ia0 सभी समान है और यह सभी 13 Ia के बराबर है इसका मतलब समीकरण 5 से Va1 Va2 Va0 3 Zf Ia1 के बराबर है इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस धारा बराबर है तथा इन सीक्वेंस वोल्टेज का योग 3 Zf Ia1के बराबर है तो खास करके समीकरण 4 यह बताता है कि सीक्वेंस नेटवर्क आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं मैंने सीक्वेंस नेटवर्क को दोबारा लिखा है क्योंकि इंपीडेंस 3 Zf वास्तव में 3 Zf Ia1 है बहुत सारे वास्तविक प्रश्नों में पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस बराबर पाए जाते हैं जिसकी चर्चा हमने पहले की हुई है और यदि जेनरेटर ठोस रूप से ग्राउंडेड है तब Zn 0 होगा और यदि बंद फॉल्ट हो तब Zf 0 होगा इसका मतलब चित्र 2 इक्विवेलेंट सर्किट कनेक्शन को दिखाता है यह सीरीज कनेक्शन है तो मैंने पहले काली स्याही से पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क को ड्रॉ किया है इसलिए यहां Ea होगा जिसका यह प्लस और यह माइनस है और यह Z1 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है तथा यह धारा Ia1 है तथा अगले काले स्याही से मैंने नेगेटिव सीक्वेंस को ड्रॉ किया तथा अन्य दो में कोई भी वोल्टेज स्रोत नहीं है तो यह Z2 है और यह वोल्टेज Va2 है और जीरो सीक्वेंस के लिए यह Z0 है तथा धारा Ia0 और वोल्टेज Va0 है क्योंकि अब यह सीरीज कनेक्शन होगा और सभी धारा Ia1 Ia2 Ia0 बराबर है तथा यह 13 Ia के बराबर है तो इस नीले वाले के लिए प्लस को माइनस से जोड़ा जाएगा इसी प्रकार से यहां नेगेटिव सीक्वेंस के लिए इस प्लस टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा और अंत में जीरो सीक्वेंस के प्लस को 3 Zf के माध्यम से माइनस में जोड़ा जाएगा क्योंकि यहां Va1 Va2 Va0 3Zf Ia0 तो इस स्थिति में आप यह देख सकते हैं कि धारा Ia1 Ia2 Ia0 बराबर है क्योंकि धारा ऐसे बह रही है इसमें भी ऐसे ही बह रही है और यहां से वापस लौट रही है तो यह सिंगल लाइन टू ग्राउंड पद के लिए सीक्वेंस कनेक्शन है और अगर आप KVL लगाते हो तब Va1 Va2 Va0 3Zf Ia0 होगा और क्योंकि सभी धारा Ia1 Ia2 Ia0 समान है जो 13 Ia के बराबर है इस प्रकार चित्र से हम लिख सकते हैं Ia1 EaZ1Z2 Z0 3Zf तो यह सीरीज कनेक्शन है यह Z1 है यह Z2 है यह Z0 है तथा यह 3Zf है और यहां धारा Ia1 Ia2 Ia0 है इस प्रकार Ia1 EaZ1Z2 Z0 3Zf तो यह काफी साधारण है इस प्रकार फॉल्ट धारा Ia बराबर 3 Ia1 है तो इस तरह प्रति स्थापित करने पर Ia 3 Ia1प्राप्त होता है यह समीकरण 7 है अब L G में लाइन b और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज Vb को β2 Va1 β Va2 Va0 के रूप में लिखा जा सकता है जहां β ej120 डिग्री है जिसको हमने पहले भी देखा इस प्रकार इस पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम से Va1 Z1 Ia1 के बराबर है मेरा मतलब Z1 Ia1 Va1 - Ea 0 अर्थात Va1 Ea Z1 Ia1 तो यहां हम Va1 के बदले में β2 प्रति स्थापित कर रहे हैं अब नेगेटिव सीक्वेंस के लिए Va2 Z2 I2 Va2 0 इसलिए Va2 Z2 Ia2 ठीक है इसी प्रकार जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में Z0 Ia0 Va0 0 इसलिए Va0 Z0 Ia0 होगा इसलिए मैं यहां Va0 Z0 Ia0 लिख रहा हूं तो यहां इस Va1 के व्यंजक में β2 प्रति स्थापित कर रहे हैं फिर β Va2 Z2 Ia2 यह Z0 Ia0 तथा Vb बराबर Ea Z1 13 Ia β Z2 13 Ia Ia2 के जगह पर मैं 13 Ia लिख रहा हूं Z0 Ia0 13 Ia यह समीकरण 8 है अब इसे समीकरण 7 से हम समीकरण 7 और 8 से लिख रहे हैं Ia बराबर EaZ1Z2Z03Zf इस समीकरण 8 में रखने पर और इसे सरल करने के बाद मैं आपको अंतिम परिणाम दे रहा हूं अगर आप इसे सरल करते हो तो Vb Ea 32ZfZ22 βZ02 1Z1Z2Z03Zf प्राप्त होगा यह समीकरण 9 है इसी प्रकार से अगर आप फेज वोल्टेज Vc के लिए हल करते हो तो Vc Va1 2 Va2 Va0 प्राप्त होगा तथा पहले के जैसा ही Va1 Ea - Z1 Ia3 चुकी Ia1 Ia3 है और 2 - Z2 Ia2 Ia2 Ia3 Z0 Ia3 Ia0 Ia3 प्रति स्थापित करने पर समीकरण 10 प्राप्त होता है समीकरण 7 से यहां भी Ia प्रति स्थापित करने पर Vc Ea 3ZfZ2β β2Z0β 1Z1Z2Z03Zf प्राप्त होगा और अगर फॉल्ट इंपीडेंस 0 हो तो इस पद को छोड़ देते हैं इसी प्रकार लाइन टू लाइन फॉल्ट को समझते हैं तो मान लीजिए कि हम फेज b और c में लाइन टू लाइन फॉल्ट है चित्र 3 में तीन सिंक्रोनस जेनरेटर को इंपीडेंस Zf के साथ दिखाया गया है और यहां एक लाइन टू लाइन फॉल्ट इंपीडेंस Zf के माध्यम से है अगर यह यहां नहीं होता तो Zf 0 होता इसलिए फेज b और c के बीच एक फॉल्ट है तथा जेनरेटर को शुरुआत में नो लोड स्थिति में में माना गया है चुकी फॉल्ट लाइन टू लाइन है तथा इसके बीच का इंपीडेंस Zf है इसलिए बाउंड्री कंडीशन Ia बराबर जीरो होगा और दूसरी बात यह है कि Vb Vc Zf Ib के बराबर है लेकिन यह Ib है और यह Ic है इसका मतलब Ib Ic 0 है क्योंकि Ic के लिए हमने इस दिशा को चुना है और Ib के लिए इस दिशा को इसलिए Ib Ic 0 है और Vb Vb Vc Zf Ib है यह Zf Ib है क्योंकि अगर आप यहां KVL लगाते हो तो यह आपका Vb Vc हो जाएगा तो इस तरह से हम Zf Ib Vc Vb 0 रखते हैं इस प्रकार Vb Vc Zf Ib है तथा Ib Ic 0 है यह दूसरा कंडीशन है और Ia 0बाउंड्री कंडीशन है तो अब हम इन सभी कंडीशन के साथ अन्य चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो धारा के सिमिट्रिकल कंपोनेंट से हम जानते हैं Ia1 Ia2 Ia0 131 2 1 2 1 1 1 Ia Ib Ic इसे मैं पहले पढ़े हुए विषय के आधार पर लिख रहा हूं अब Ia 0 तथा Ic Ib लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए इंपेडेंस Zf के माध्यम से बाउंड्री कंडीशन है तो इसे इसमें रखने पर मैं इसे रख रहा हूं Ia2 Ia1 प्राप्त होता है इस समीकरण से Ia0 0 प्राप्त होगा इसका मतलब जीरो सीक्वेंस धारा नहीं रहेगी इसका मतलब अगर आप यहां Ia1 ले तो यह 13 β2 - β Ib प्राप्त होगा इसका मतलब Ia2 β β2 Ib बराबर Ia1 है इस कारण से मैं Ia2 Ia1 और Ia0 0 लिख रहा हूं यहां कोई भी जीरो सीक्वेंस धारा नहीं है तथा यह दोनों एक दूसरे से चिन्ह में विपरीत है जिसे हम बाद में देखेंगे अब वोल्टेज के सिमिट्रिकल कंपोनेंट से Va1 Va2 Va0 131 2 1 2 1 1 1 Va Vb Vc अब हम समीकरण 12 से जानते हैं की Vc बराबर Vb - Zf Ib है जिसे हम समीकरण 19 में प्रति स्थापित कर रहे हैं अब समीकरण 20 से आप पहले Va1 को लिखते हैं इसलिए 3Va1 Va β β2 Vb β2Zf Ib क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इस समीकरण को आप इस तरह लिख सकते हैं Va1 13 Va β Vb β2 Vb β2Zf Ib अगर आप इसे सरल और 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब आप को 3Va1 Va β β2 Vb β2Zf Ib प्राप्त होगा मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यह सभी चीजें काफी आसान है इसी प्रकार इस समीकरण से Va β β2 Vb βZf Ib यह समीकरण 22 है अब इसे समीकरण 21 से घटाने पर 3Va1 3 β β2 Zf Ib प्राप्त होगा यह समीकरण 23 है और अगर आप घटाएंगे तो Va से Va खत्म हो जाएगा और β β2 Vb भी खत्म हो जाएगा और अंत में यह β β2 Zf Ib बचेगा यह समीकरण 23 है हम Va0 के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि जीरो सीक्वेंस धारा Ia0 0 है इसका मतलब इस इक्विवेलेंट सर्किट में जीरो सीक्वेंस धारा नहीं आएगा क्योंकि Ia0 0 है इसका मतलब यह β β2 को सरल करने पर j3 प्राप्त होगा तो यहां हम β β2 को रख रहे हैं तो इस प्रकार समीकरण 16 से हम लिख सकते हैं 13 β Ib β2 Ib इसका मतलब समीकरण 16 से Ia1 13 10 β Ib β2 Ib इस प्रकार हम लिख सकते हैं Ia113 β β2 Ib इसलिए Ia1 13 β β2 Ib और चुकी β β2 j3 है इसलिए यहां रखने पर Ia1 13 j3 Ib j3 Ib प्राप्त होता है इसका मतलब Ib 3j Ia1 है अंश तथा हर में j से गुणा करने पर यह j2 1 हो जाएगा इसलिए यह Ib j 3 Ia1 होगा और यह समीकरण 25 है समीकरण 24 तथा 25 का उपयोग करने पर तथा Ib का मान समीकरण 25 से Ib j 3 Ia1 रखने पर आपको Va1 - Va2 Zf Ia1प्राप्त होगा यह समीकरण 26 है इसलिए समीकरण 17 और 26 से समीकरण 17 से Ia2 Ia1 है समीकरण 18 भी यह बताता है क्योंकि Ia0 0 है तो इस समीकरण को पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क को विपरीत दिशा में जोड़कर इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार इस समीकरण से आपको यह निर्णय लेना है कि इस नेटवर्क को कैसे जोड़ना है इस स्थिति में यह आपका हरा रंग है यह आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है तथा यह नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है तथा हम जानते हैं Ia2 Ia2 है इसका मतलब यह एक दूसरे से विपरीत है मतलब यह प्लस माइनस Va1 तथा यह प्लस माइनस Va2 है तो यहां विरोध में प्लस को जोड़ा जाएगा इसी प्रकार को से जोड़ा जाएगा और इस समीकरण से अगर आप KVL लगाओगे तब Va1 Va2 Zf Ia1 मिलेगा तो यह आपका Va1 है और यह Va2 है यहां KVL लगाने पर तो यह ऐसा होगा प्लस Va2 होगा फिर यह धारा Ia1 को लेने पर यह Ia1 Zf प्राप्त होगा जो कि कुछ नहीं बल्कि Ia2 है इसका मतलब आपको Va1 Va2 Zf Ia1प्राप्त होगा मैं आपके लिए इस चीज को कर देता हूं और आप इसे ऐसा करते हैं तो यह Va2 है फिर धारा Ia1 है और Ia1 Ia2 है लेकिन हम केवल Ia1 पर ध्यान देंगे तो यह आपका Ia1 Zf है और फिर Va1 0 है इसका मतलब Va1 Va2 Zf Ia1है और इस कारण से यह समीकरण Va1 Va2 यह बताता है कि धारा की दिशा एक दूसरे के विरोध में है और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि Ia0 0 है तो यह आपके लाइन टू लाइन फॉल्ट के पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का कनेक्शन था चित्र 4 से मेरा मतलब इस चित्र से आप लिख सकते हो की Ia1 EaZ1Z2Zf मेरा मतलब अगर इस दिशा को आप लेते हो और KVLलगाते हो तब Ia1 EaZ1Z2Zfप्राप्त होगा तो यह समीकरण 27 है तथा आपने देखा कि फॉल्ट धारा Ib - Ic है इसलिए इसको j3EaZ1Z2Zfलिख सकते हैं क्योंकि Ia1 EaZ1Z2Zfहै और Ib j3 Ia1 के बराबर है इसलिए इस Ia1 को यहां समीकरण 25 में प्रति स्थापित करने पर मैंने यहां नहीं लिखा है और इस व्यंजक में आप जानते हैं कि Ib - Ic है लेकिन Ib j3 Ia1 है और इस Ia1 को यहां सीधा प्रति स्थापित करने पर Ib - Ic j3EaZ1Z2Zfप्राप्त होता है उदाहरण के लिए मान लीजिए यह दो लाइन है यह चित्र 5 है और यह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है जिसे हम L L G फॉल्ट भी बोलते हैं तो चित्र 5 डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जोकि फेज b और फेज c के बीच है और इन दोनों को शार्ट सर्किट कर दिया गया है तब यह आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तथा यह फॉल्ट इंपीडेंस Zf है तो इस स्थिति में Ia 0 हैक्योंकि यह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है इसका मतलब है यदि Ia 0 होगा तब Ia1 Ia2 Ia0 0 प्राप्त होगा और Vb Vc के बराबर है यह धारा Ib है यह धारा Ic है इसलिए फॉल्ट में धारा Ib Ic जा रही है मैंने यहां नहीं लिखा है लेकिन यह धारा Ib तथा यह धारा Ic है तो इस स्थिति में यह धारा Ib Ic है इसका मतलब यह दो बिंदु शॉर्ट सर्किट है मैंने इसे आपके समझने के लिए अलग से बताया है और यह 2 बिंदु एक साथ शॉर्ट सर्किट हैं इसका मतलब Vb Vc के बराबर है यह दो बिंदु b और c शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब यह b और c एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं तो इस स्थिति में फेज b से धारा Ib फेज c से धारा Ic आ रही है और यह आपका फॉल्ट इंपीडेंस Zf है और यह ग्राउंड है तो वास्तव में यहां धारा Ib Icजा रही है और यह दो बिंदु कॉमन है इसलिए Vb और Vc दोनों समान है इसलिए Vb Vc Zf Ib Ic है क्योंकि यह 2 बिंदु कॉमन है तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं Vb Vc Ib Ic Zf 3Zf Ia0 यह समीकरण 31 है